तो हम लचीले बजट के बारे में जानने की प्रक्रिया में हैं और पिछली कक्षा में आपके साथ चर्चा कर रहा था कि यदि हम मास्टर बजट के आधार पर विचलनो का विश्लेषण करते हैं तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं और हमने यहां मास्टर बजट और वास्तविक प्रदर्शन को रखा और फिर हमने विचलनो को निकाला यह मास्टर बजट की जानकारी है यह वास्तविक बजट है वास्तविक प्रदर्शन और ये वे विचरण हैं जिनकी हमने यहां गणना की है क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग स्तर हैं मास्टर बजट 9000 इकाइयों के लिए है और वास्तविक प्रदर्शन 7000 इकाई के लिए है इसलिए उचित तुलना संभव नहीं है और इस तरह के केस के परिदृश्य में विचरण का पता लगाना भी सही नहीं होगा तो इन कमियों या मास्टर बजट या स्थिर बजट की इस प्रमुख कमी के कारण हमे लचीले बजट के लिए जाना होगा और लचीला बजट इस तरह की समस्याओं का हल है लचीले बजट में कि हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम इस तरह से बजट बना रहे है सही है इसलिए हमारे पास बजट प्रक्रिया के तीन स्तर हैं हमने तीन स्तरों के लिए किया है और इस केस में इन तीन स्तरों पर अगर आप इस पर गौर करें तो हमने तीन स्तरों 7000 इकाइयों 8000 इकाइयों और 9000 इकाइयों के लिए बजट बनाया है और तदनुसार हमने उसको बिक्री और फिर लागत में तीनों स्तरों के लिए बदल दिया है इसलिए हमने यहां एक फॉर्मूला बनाया है लचीला बजट फॉर्मूला जो यहां है इस फॉर्मूले की मदद से यदि एक बार प्रति इकाई निर्माण लागत उपलब्ध हो और एक्सेल में आसानी से भेज सकते है तब यहां इकाई की संख्या में बदलाव करें जिस क्षण आप यहां इकाइयों की संख्या 7000 से बदलकर 7500 करते हैं यह स्वतः ही इससे गुणा हो जाएगा और फिर हमें स्वतः लागत मिल जाएगी इसी तरह शिपिंग लागत इसी तरह प्रशासनिक लागत और ये सभी लागत उस लागत में परिवर्तित हो जाती है जो कि उत्पादन के वास्तविक स्तर के लिए होनी चाहिए या शायद बजट को फिर से बनाने के लिए और उत्पादन के वास्तविक स्तर के बराबर होती है यदि इनमे से कोई भी तीन स्तर पाए जाते हैं उदाहरण के लिए हमने 8000 इकाईयां 7000 इकाईयां और 9000 इकाईयां के लिए बजट तैयार किया हैं और इन तीनों स्तरों में से अगर किसी भी स्तर के लिए यदि हमारे पास बिक्री की कुल राशि है तो इसका मतलब है किहमनेसभी तीन स्तरों के लिए बजट बना लिया है सही है और अगर अभी भी एक समस्या है कि बिक्री इन तीन स्तरों में से कोई भी नहीं है उदाहरण के लिए यह 7000 8000 के बीच है और कुल बिक्री 7500 इकाइयों के लिए है इस केस में भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमने पहले ही संगणक में सूत्र डाल दिया है इसलिए जैसे ही आप इकाइयों की संख्या को 7000 से 7500 या 8000 से 7500 बदलते है तो संगणक स्वचालित रूप से इसको गुणा कर लेगा और हमें 7500 इकाइयों के लिए बजट प्राप्त होगा 7500 इकाइयों के लिए लचीले बजट जो वास्तविक उत्पादन के बराबर है इसलिए हम यह तुलना करने में सक्षम होंगे कि उत्पादन की 7500 इकाइयों के लिए चर लागत कुल परिवर्तनीय लागत क्या होनी चाहिए शिपिंग लागत क्या होनी चाहिए प्रशासनिक व्यय क्या होना चाहिए और कुल परिवर्तनीय लागत क्या होनी चाहिए सही है और अंत में स्थिर लागत के बारे में बात करते हुए हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह वही रहेगा इसलिए यदि यह वास्तविक केस में नहीं बदला है तो कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर यह वास्तव में बदल गया है तो हम कहेंगे कि 7500 इकाइयों के लिए तय विनिर्माण लागत 370000 डॉलर होगी और अगर यह बढ़ गई शायद यह 380000 हो सकती है या यह कम होकर 360000 डॉलर हो गया है हम उसके कारणों का पता लगा सकते है इसी तरह स्थिर विक्रय और प्रशासनिक लागत के लिए यह अनुमान है कि यह 33000 है सही है इसलिए यदि यह 33000 है तो यह उत्पादन का सभी स्तर शायद 7000 से 9000 के बीच के लिए 33000 होना चाहिए इसलिए यदि यह 33 है तो हम इसे 33 मान लेंगे और इसकी वास्तविक से तुलना करेंगे और फिर विचरण या विचलन का पता लगाने की कोशिश करेंगे यदि कोई भी है और फिर उसके कारण का पता लगाने की कोशिश करें इसलिए हम यहां यह मान सकते हैं कि जब एक बार हमने तीन स्तरों को वर्गीकृत कर दिया स्थिर बजट के समान सिर्फ एक स्तर के लिए नही इसलिए इसका मतलब है कि वास्तविक बिक्री के इन तीन स्तरों में से किसी के साथ मेल खाने की संभावना अच्छी है यह 7000 इकाइयाँ हो सकती हैं यह 8000 इकाइयाँ हो सकती हैं या यह 9000 इकाइयाँ हो सकती हैं और अगर यह इन तीन स्तरों में से किसी एक के बीच शायद 7500 या 8500 इकाइयाँ हो तब इस केस में भी तुलना के समय या वास्तविक प्रदर्शन उपलब्ध होने पर भी बजट तैयार करना में कुछ मिनट लगेंगे और स्वचालित रूप से संगणक एक बजट नया बजट बना देगा जो बस इकाइयों की संख्या को लागत और बिक्री मूल्य से संबंधित विभिन्न जानकारी के साथ गुणा करेगा और हम लचीला स्तर पर पहला बजट है प्राप्त कर लेंगे या उत्पादन के वास्तविक स्तर पर और फिर बजटेड उत्पादन के स्तर के साथ तुलना करके हम आसानी से विचलनो का पता लगा सकते हैं यह समझ में भी आता है क्योंकि पहले आपको दोनों स्तरों को बराबर करना होगा बजट क्या है और वास्तविक उत्पादन कितना है दोनों का स्तर समान होना चाहिए बजटेड बिक्री कितनी है वास्तविक बिक्री कितनी है यह स्तर समान होना चाहिए और फिर आप पीछे लौटना शुरू करते हैं लेकिन अगर आप 9000 से 7000 या 7000 से 9000 इकाइयों की तुलना करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है और फिर विचलन तो होंगे ही और जो भिन्नताएं हैं यानि वे नियंत्रणीय है या गैर नियंत्रणीय स्वीकार्य या गैर स्वीकार्य यह एक बहुत ही कठिन स्थिति है सही है इसलिए लचीले बजट को अपनाना या बजट को अपेक्षित गतिविधि के एक से अधिक स्तरों के लिए बनाना हमेशा बेहतर होता है अब इसके बाद इसका मतलब है कि एक बार हमारे पास लचीला बजट तैयार हो जाने के बाद हम विचरण विश्लेषण करते हैं और यह वह विवरण है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विवरण एक बहुत ही उपयोगी विवरण है जहाँ तक विचरण विश्लेषण का संबंध है और किसी भी बजटिय अभ्यास का अंतिम उद्देश्य बजटीय प्रदर्शन की वास्तविक प्रदर्शन से तुलना करना और विविचलनो का पता लगाना होता है इसलिए हमें विचलनो का पता लगाना होगा और फिर हमें उन विचलनो के कारणों का पता लगाने और उन विचलनो को नियंत्रित करने का प्रयास करना होगा ताकि अगली बार इस स्थिति में ये विचलन न हों मापने की जरुरत नहीं पड़ती और हम परिचालनो को हर तरह हर लिहाज़ से नियंत्रित कने में सक्षम होते है और आखिरकार उस अनुमान पर पहुचते है जिस उद्देश्य या लक्ष्य को हम हासिल करना चाहते हैं ठीक है अब इस विवरण को देखें यह कितना दिलचस्प है यह विवरण 31 जनवरी 2019 को समाप्त हुए महीने के प्रदर्शन का विचरण विश्लेषण है अब इस केस में हमने यहां कुछ स्तम्भ बनाए हैं सबसे पहले यह मास्टर बजट है कितने इकाईयो के लिए मास्टर बजट 9000 इकाई सही है और वास्तविक प्रदर्शन क्या है वास्तविक गतिविधि स्तर पर वास्तविक परिणाम ये हैं इसका मतलब है कि बजट 9000 के लिए था लेकिन वास्तविक प्रदर्शन केवल 7000 इकाइया ही थी जिसे हमने बाजार में बेचा इसलिए इसका मतलब है कि अगर आप इस स्तम्भ या स्तम्भ नंबर 5 की तुलना स्तम्भ नंबर 1 या इसके विपरीत से कर सकते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 7000 इकाई की लागत अलग होने की उम्मीद है और 9000 इकाई के उत्पादन और बिक्री स्तर पर निश्चित रूप से लागत अलग होने की उम्मीद है इसलिए हमें अब एक बजट बनाना होगा जो समान स्तर के उत्पादन के लिए लचीला बजट है जो इस मायने में वास्तविक है कि यह 7000 है लेकिन हमें दो प्रकार के विचरण निकलने होंगे मैंने आपसे कहा था कि हम विचलनो की गणना करते हैं जैसे बिक्री गतिविधि विचरण और दूसरा लचीला बजट विचरण है हम पहले बिक्री गतिविधि विचरण की गणना करते हैं जो बजट स्तर और वास्तविक स्तर के बीच है क्यों वास्तविक बिक्री गतिविधि अनुमानित या बजटीय 9000 इकाई से नीचे 7000 इकाई तक आ गई है और पहले हमें इसका कारण पता करना होगा ठीक है और फिर हमें 7000 इकाइयों के लिए एक लचीला बजट बनाना होगा यदि यह पहले से ही नहीं है और फिर बजटीय 7000 और वास्तविक प्रदर्शन 7000 की तुलना करनी होगी और लचीले बजट विचरण का पता लगाना होगा ठीक है अब इस केस में सबसे पहले आप स्तम्भ नंबर 1 स्तम्भ नंबर ५ को देखे ठीक है इसलिए ये दो स्तम्भ हैं वास्तविक प्रदर्शन और मास्टर बजट के चूंकि स्तम्भ ७ और ९ के बीच तुलना संभव नहीं थी इसलिए हमने यह स्तम्भ भी बनाया यह स्तम्भ नंबर 3 है इसका मतलब है कि हमने 7000 इकाई के स्तर के लिए एक बजट बनाया है और फिर हम पहले स्तम्भ नंबर 3 के साथ स्तम्भ नंबर 5 की तुलना करते हैं और फिर स्तम्भ नंबर 1 के साथ स्तम्भ नंबर 3 की ठीक है इसलिए दो विचरण निकाले गए हैं सबसे पहले गतिविधि का स्तर 9 से घटकर 7 हो गया है इसलिए 9000 इकाई उत्पादन और बिक्री के स्तर पर यह अपेक्षित लागत है और अंत में वास्तव में यह कितना है इसे 7000 इकाईयां के केस में कितना होना चाहिए हमने निकाला है कि आपका बजट स्तर 9000 इकाईयां का था वास्तविक 7000 है इसलिए हमने 7000 के लिए एक बजट बनाया है और जो गतिविधि स्तर विचरण आया है वह 2000 का नकारात्मक प्रतिकूल विचरण है क्योंकि गतिविधि बजटिय 9000 से 2000 इकाई घटकर वास्तविक 7000 पर आ गई है तो बिक्री का आंकड़ा निश्चित रूप से नीचे आ गया है क्योंकि बिक्री मूल्य 279000 होने की उम्मीद थी लेकिन बिक्री मूल्य को देखते हुए अब यह 217000 डॉलर है इसलिए 62000 डॉलर का विचरण है क्योंकि बिक्री मूल्य वही है और इकाइयों की संख्या घट गयी है तो स्वाभाविक रूप से कुल बिक्री आय कम हो जाएगी और इसलिए प्रतिकूल विचरण है यह समान है क्योंकि इकाइयों की संख्या 2000 तक कम हो गई है अब हम परिवर्तनीय लागत के बारे में बात करते हैं निश्चित रूप से परिवर्तनीय लागत अनुकूल होनी चाहिए क्योंकि 9000 इकाइयों के लिए परिवर्तनीय लागत 7000 इकाइयों के लिए परिवर्तनीय लागत की तुलना में अधिक है तो 9000 इकाईयो की परिवर्तनीय लागत 196200 थी और 7000 इकाईयां के लिए अनुमानित परिवर्तनीय लागत 156000 थी इसलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ विचलन होना चाहिए और इस स्थिति के केस में हमें सौभाग्य से अनुकूल विचलन मिला है जो 43600 है अब योगदान मार्जिन हमें देखते है कि योगदान मार्जिन अब नकारात्मक है क्योंकि परिवर्तनीय लागत अनुकूल है और बिक्री स्तर नीचे आ गया है इसलिए इसका मतलब है कि अब योगदान मार्जिन चर लागत और बिक्री चर की तुलना के अनुसार अपेक्षित योगदान मार्जिन क्या था यह एक बिक्री चर है यह एक चर लागत है ठीक है इसलिए बिक्री घटाव चर लागत योगदान मार्जिन है मास्टर बजट के स्तर पर कुल योगदान मार्जिन 82800 होने की उम्मीद थी लेकिन वास्तव में 7000 इकाइयों के स्तर पर अब यह कम होकर 64400 पर आ गया है क्योंकि बिक्री में कमी आई है इसलिए यह विचलन भी नकारात्मक होगा और इसको लेके कोई गंभीर समस्या नहीं है फिर हम निश्चित लागत के बारे में बात करते हैं निश्चित लागत 9000 पर भी 70000 7000 पर भी 70000 ही रहने वाली है इसलिए कोई विचरण अपेक्षित नहीं है यदि आप इन दो स्तंभों स्तम्भ 3 और स्तम्भ 5 की तुलना करते हैं तो ये दोनो स्तम्भ बजट के हैं सही है इसलिए हमारे पास बजटिय 9000 और वास्तविक प्रदर्शन 7000 था इसलिए हमने 7000 के लिए एक बजट बनाया लचीला बजट ताकि यह बजट 7000 इकाइयों के लिए मानदंड बन जाए 7000 इकाइयों जो निर्मित हुयी और बाज़ार में बेची गई के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करने के लिए अब हम विश्लेषण के दूसरे स्तर के लिए जाएंगे और विश्लेषण का दूसरा स्तर लचीला बजट विचरण है इसका मतलब है वास्तविक बिक्री स्तर पर वास्तविक परिणाम और वास्तविक बजट गतिविधि स्तर पर लचीले बजट की तुलना करके लचीले बजट विचरण का पता लगाने से है जो फिर से 7000 इकाइयाँ हैं अब 7000 बिक्री पर बिक्री आय 217000 होने की उम्मीद है वास्तविक भी 217000 है इसलिए यह समान है ठीक है हमने बिक्री की समान मात्रा हासिल की है क्योंकि हम प्रति इकाई बिक्री मूल्य में वृद्धि या कमी नहीं कर पाए हैं अब परिवर्तनीय लागत 7000 इकाइयों के लिए बजट के अनुसार परिवर्तनीय लागत की कितनी उम्मीद थी 152600 की वास्तव में परिवर्तनीय लागत कितनी है यह 158270 है इसका मतलब है कि चर लागत में वृद्धि हुई है इसका मतलब है कि 5670 का नकारात्मक विचरण है जो चिंता का एक गंभीर कारण है परिवर्तनीय लागत को आनुपातिक रूप से कम होनी चाहिए जब गतिविधि का स्तर 9000 से 7000 तक कम हो गया है इस बजटीय 9000 के स्तर को देखते हुए 7000 इकाइयों के लिए बजटीय परिवर्तनीय व्यय 152600 होने की उम्मीद थी और वास्तव में यह 158270 है इसलिए यह एक नकारात्मक विचलन है आपकी परिवर्तनीय लागत अपेक्षित या बजटीय लागत की तुलना में बढ़ गयी है इसलिए योगदान मार्जिन इतनी राशि से कम हो गई है अपेक्षित योगदान मार्जिन 64400 डॉलर था और वास्तविक योगदान 58730 है इसलिए 5670 का नकारात्मक विचरण है जो फिर से चिंता का कारण है अब हम निचले स्तर पर आते हैं अनुमानित स्थिर लागत क्या थी 9000 इकाईयों पर 70000 और 7000 इकाईयों पर 70000 इसलिए यहाँ 70000 होना चाहिए लेकिन यहाँ बहुत ही भयावह स्थिति है कि निर्धारित लागत में भी ३०० डॉलर की वृद्धि हुई है जो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है स्थिर लागत को दिए गए स्तर के लिए बढ़ने की अनुमति नहीं दी सकती बल्कि स्थिर रहने की जगह यह 300 डॉलर तक अधिक हो गया है जो चिंता का एक बहुत ही गंभीर कारण है परिवर्तनीय लागत के केस में हम स्वीकार कर सकते हैं कि वास्तविक प्रदर्शन की अवधि में सामग्री की लागत बढ़ गयी होगी हो सकता है कि बजट तैयार करने के समय अलग मूल्य था लेकिन वास्तव में बाजार से सामग्री की खरीदारी करते समय कीमत बढ़ गई या हो सकता है कि सामग्री के कुछ अपव्यय के कारण लागत और बढ़ गई हो लेकिन निश्चित लागत के केस में इस लागत में वृद्धि नहीं होनी चाहिए निश्चित लागत में वृद्धि नहीं होनी चाहिए जो समान बनी रहनी चाहिए आम तौर पर यह नहीं बदलता है यह प्रति इकाई बदलता है लेकिन कुल लागत समान रहती है इसलिए इस केस में हम एक बहुत गंभीर समस्या पाते हैं कि आपकी भी 300 डॉलर से अधिक हो गई है और यही कारण है कि आपकी परिचालन आय अंतिम परिचालन आय नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है 7000 इकाइयों के उत्पादन और बिक्री पर परिचालन आय 5600 डॉलर थी और इस केस में यह परिचालन आय नहीं बल्कि आप देख सकते हैं कि यहाँ घटाने के बाद परिचालन हानि हो रही है हमारा सकारात्मक योगदान था हम 64400 डॉलर के सकारात्मक योगदान की उम्मीद कर रहे थे और इसमें से 70000 डॉलर की निश्चित लागत घटाकर परिचालन नुकसान की उम्मीद 5600 डॉलर थी लेकिन चूँकि वास्तव में परिवर्तनीय लागत भी बढ़ गई है निश्चित लागत भी बढ़ गई है इसलिए आपका परिचालन नुकसान 5970 की समान राशि से ऊपर चला गया है इसलिए यह 5600 जोड़ 5970 है यह कुल नुकसान 11570 के बराबर है तो इसका मतलब है यह फिर से एक बहुत ही गंभीर बात है बजटिंग से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमें वास्तविक प्रदर्शन की तुलना बजटीय प्रदर्शन के साथ करनी होगी ताकि आप विचलनो और उनके कारणों के बारे में पता लगा सकें और भविष्य के लिए उन विचलनो को नियंत्रित कर सकें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विचरण विशेष रूप से नकारात्मक विचरण नहीं हो इसलिए आप मास्टर बजट और लचीले बजट के बीच अंतर को देखते हैं जिन्हें कुल बिक्री गतिविधि विचरण के रूप में कहा जाता है जो कि 18400 तक प्रतिकूल है लेकिन जो नकारात्मक विचरण चिंता का गंभीर कारण है वह 5970 है जो अपेक्षित नहीं था क्योंकि ये दोनों स्तर समान हैं ७००० बजट 7000 वास्तविक प्रदर्शन इसलिए इन दोनों को एक होने की उम्मीद नहीं थी लेकिन ऐसा हुआ है लेकिन ये यानि निश्चित लागत समान होने की उम्मीद थी लेकिन यह समान नहीं है इसलिए आपकी परिवर्तनीय लागत में वृद्धि हुई है आपकी निश्चित लागत में वृद्धि हुई है और अंत में कुल लचीला बजट विचरण नकारात्मक हो गया है और कुल मास्टर बजट विचरण 24370 के बराबर है अतः यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसे अनदेखा भी किया जा सकता है लेकिन यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट और वास्तविक प्रदर्शन के समान स्तर के लिए विचलन नहीं होना चाहिए अब हम लचीले बजट पर और स्पष्टीकरण के लिए जाते हैं मैंने आपको बताया था कि लचीला बजट केवल निरपेक्ष रूप में तैयार नहीं होता है बल्कि फर्म के लिए संगठन के रूप में समग्र रूप से लेकिन विभिन्न इकाइयों और उप इकाइयों के लिए विभाग और उप विभाग के लिए अलग अलग होता है ताकि जब कुल लागत बढ़े तो आप गतिविधि आधारित लचीले बजट तैयार करते हुए आसानी से पता लगा सकें कि लागत क्यों बढ़ी है क्या कारण था कौन सा विभाग कौन सा हिस्सा नकारात्मक विचरण में योगदान कर रहा है या बजट के खिलाफ वास्तविक प्रदर्शन को कम करने या बढ़ाने या वास्तविक के खिलाफ बजटीय प्रदर्शन को कम या अधिक करने के लिए इसलिए यह हमेशा बेहतर होता है कि पूरी फर्म पूरी बजट प्रक्रिया को अलग अलग गतिविधियों में विभाजित करें एक लचीला बजट बनाने के लिए जिसे गतिविधि वार या गतिविधि आधारित लचीला बजट के रूप में जाना जाता है ताकि जब कुछ भी हो जो वांछनीय न हो तो हम उसके कारणों को जान सके और एक बार जब आपने पूरी फर्म को अलग अलग गतिविधियों में विभाजित कर दिया है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि समस्या कहां से आई है किस विभाग में समस्या आई है किस गतिविधि के तहत समस्या आई है और हम उसके कारणों को ढूंढ सकते है और उन नकारात्मक विचलनो के लिए जिम्मेदार कारणों के खिलाफ कार्रवाई कर सके उदाहरण के लिए इस केस में हमने पूरी फर्म पूरे व्यवसाय संचालन को कितने में विभाजित किया है 1 2 3 4 चार गतिविधियाँ में एक गतिविधि प्रसंस्करण है इसलिए कच्चे माल की खरीद इसे उत्पादन विभागों को आपूर्ति करना और इसे प्रसंस्कृत करना है इसलिए इसका मतलब है कि हमने यह गतिविधि बनाया है और प्रसंस्करण स्तर हम कह रहे हैं कि परिवर्तनीय लागत कितनी होनी चाहिए 105 डॉलर निश्चित लागत 13000 डॉलर होने की उम्मीद है इसलिए यह वह मानक है जो हमने फर्म में गतिविधि के प्रसंस्करण स्तर के लिए निर्धारित किया है दूसरी गतिविधि सेटअप है सेटअप का मतलब है विभिन्न प्रकार के उत्पाद के निर्माण के लिए मशीनों को बदलना उदाहरण के लिए जब हम एक ही मशीन में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी दो परियोजनाएं समान नहीं होती हैं तो पहले आप उत्पाद X का एक खेप का निर्माण करते हैं और फिर आपको दूसरे उत्पाद Y की खेप का निर्माण करना होता है इसलिए आपको कुछ छोटे बदलाव करने होंगे उन परिवर्तनों को सेटअप परिवर्तन कहा जाता है जब आप एक अलग प्रकार के उत्पाद के निर्माण के लिए सेटअप को बदलते हैं तो उस केस में यह इंजीनियरों का समय लगता है और मशीन को स्थापित करने में भी कुछ समय लगता है जिसमे लागत भी लगती है इसलिए एक गतिविधि के लिए सेटअप में हर बार परिवर्तन होता है जब आप एक ही संयंत्र के मशीन पर विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए सेटअप बदलते हैं तो यह लागत का कारण बनता है इसलिए सेटअप को कितना समय लगा है और इसकी लागत कितनी है इसलिए हमने यहां एक मानक बनाया है कि सेटअप परिवर्तन के लिए परिवर्तनीय लागत औसतन 500 डॉलर होनी चाहिए और निर्धारित लागत 12000 हो सकती है इसका मतलब है कि निश्चित लागत उन लोगों का वेतन हो सकती है जो मशीन बदलने वाले इंजीनियर हैं जो मशीन को साफ करते है जो मशीन को फिर से सेटअप करते है उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि एक फर्म है जो चार अलग अलग प्रकार के पेन का निर्माण कर रही है ठीक है एक कलम नीली स्याही की है दूसरी काली स्याही की है तीसरी लाल स्याही की है और चौथी बैंगनी स्याही की है तो ये चार पेन निर्मित होते हैं इसलिए जब हम पहली बार नीली कलम का निर्माण करते हैं तो उसके बाद हम काले पेन का निर्माण करना चाहते हैं नीले और काले पेन में बहुत अंतर नहीं है लेकिन फिर भी आपको उस कटोरे को साफ करने की जरूरत है जिसमें आप निर्माण करने जा रहे हैं या आप स्याही तैयार करने जा रहे हैं ठीक है इसलिए उनकी सफाई की आवश्यकता होती है लेकिन उस सफाई में आपको कम समय लगेगा जब आप परिवर्तन कर रहे हैं या आप नीले पेन का निर्माण कर रहे हैं और फिर आप काले पेन का निर्माण करना चाहते हैं लेकिन जब आपको लाल पेन का निर्माण करना होता है तो अब उस कटोरे में जिसमे स्याही तैयार की जा रही है उसमें पहले से ही काला रंग है और अगर आप इसे ठीक से साफ नहीं करते हैं तो यह आपके लाल रंग को प्रभावित कर सकता है यह आपके बैंगनी रंग को प्रभावित कर सकता है इसलिए सेटअप की सफाई और मशीन को फिर से सेट करते समय नीले से काले रंग का निर्माण करने में कम समय लगेगा लेकिन काले रंग से इसे लाल करने में अधिक समय लगेगा क्योंकि अगर काली स्याही का एक अंश भी उस उस बर्तन में छोड़ दिया जाता है तो लाल रंग को ख़राब कर देगा तो सेटअप समय बदल जाएगा समय अलग अलग हो जाएगा और आपको सेटअप बदलना होगा क्योंकि आप उस काले पेन का निर्माण नीले के बाद और लाल पेन का निर्माण काले के बाद नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको हर बार मशीन को सेटअप करना होगा या मशीन को बदलना होगा और इसे सेट फिर से सेट करना होगा इसलिए इसमें समय लगता है इसका मतलब है कि हमने पूरी प्रक्रिया को अलग अलग चार गतिविधियों में विभाजित किया है एक प्रसंस्करण है एक सेटअप है एक मार्केटिंग है और एक प्रशासन है इसलिए इस तरह से कुल लागत को विभाजित किया गया है इसलिए और अंत में आपको उस कुल की गणना करनी होगी जिसे आप परिचालन आय या नुकसान कह सकते हैं जो यहाँ मिला है और वो 41 है तो इसका मतलब है कि इस केस में आप कह सकते हैं कि हमारे पास बिक्री का स्तर 7000 इकाइयाँ हैं और हमारी बिक्री की कीमत 31 है लेकिन अगर आप यहाँ कुल लागत की गणना करते हैं तो कुल लागत 221 डॉलर हो जाती है 217000 डॉलर के कुल बिक्री मूल्य के मुकाबले आखिरकार हमें 41 डॉलर का नुकसान हुआ है इसका मतलब है कि यहां नुकसान किन कारणों से है किस विभाग ने योगदान दिया है किस हद तक और क्यों नुकसान हुआ है हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे इसलिए पूरे लचीले बजट का अलग अलग विभागों उप विभागों इकाइयों और सब यूनिटों में विभाजन बहुत अधिक वांछनीय है और हालांकि इसमें कुछ और समय लगने वाला है लेकिन यह बहुत ही वांछनीय है क्योंकि यह आपके निर्माण प्रक्रिया का समर्थन करेगा और उस बजट और वास्तविक प्रदर्शन के बीच तुलना करेगा अब लचीले बजट के बारे में अंतिम बात अंतिम विवरण जो हम तैयार करते हैं वह कुछ इस तरह है अब हम पूरी बात को अंतिम रूप देते हैं और हमें अब अंतिम जानकारी मिली है कि लचीले बजट और वास्तविक प्रदर्शन का स्तर समान है यहाँ है 7000 इकाइयाँ हैं यहाँ भी यह 7000 इकाइयाँ हैं ठीक है अब 7000 इकाइयों के लिए वास्तविक लागत क्या थी इसका मतलब है कि बजट की अनुमानित लागत क्या थी अनुमानित वास्तविक लागत क्या है वास्तविक लागत क्या है जो रिकॉर्ड या गणना की गई है और अब यह स्तम्भ हमें विचलन दे रहा है इस केस में बजटेड प्रत्यक्ष भौतिक लागत 70000 डॉलर था वास्तव में हमने इसे 69920 डॉलर पर ही रोक लिया तो इसका मतलब है कि अब हमें 80 डॉलर का अनुकूल विचरण मिल गए है और अब हमें इसके कारणों का पता लगाना होगा जब आपको इसका कारण पता चलता है तो अंतिम स्तम्भ में स्पष्टीकरण भी दिया गया है कम कीमत लेकिन उच्च उपयोग तो हमने जो अनुमान लगाया है वह प्रति इकाई कच्चे माल की कीमत है हमारे द्वारा अपेक्षित बजटेड कीमत अधिक थी हमने जो वास्तविक कीमत अदा की वह कम थी इसलिए हम सामग्री की इससे भी कम लागत के साथ काम कर सकते थे लेकिन सामग्री का उपयोग किसी तरह कम हो गया तो अब हमें इसका कारण पता करना है यह एक अनुकूल विचरण है अतः आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं विचरण अनुकूल हैं इसलिए हमें पता लगाना होगा मूल्य में कमी आई है ठीक है कीमत में कमी क्यों आई है हमें उस पर भी गौर करना होगा और उपयोग में वृद्धि क्यों हुई है इसके लिए भी आपको कारण तलाश करनी होगी और फिर यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कारण नियंत्रणीय है या बेकाबू हैं और यदि नियंत्रणीय थे लेकिन नियंत्रित नहीं किया गया था तो इसका मतलब है कि खरीद करने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विचलन न हों इसी तरह अब हम श्रम की तुलना कर रहे हैं बजट में श्रम लागत 56000 डॉलर थी वास्तविक श्रम लागत 61500 डॉलर है तो इसका मतलब है कि 5500 का ऋणात्मक विचरण है और यहाँ दिया गया कारण उच्च मजदूरी दर और उच्च उपयोग है इसलिए यह अनियांत्रनीय कारक है क्योंकि फर्म द्वारा मजदूरी दरों को नियंत्रित नहीं किया जाता है मजदूरी की दर श्रम की मांग और आपूर्ति के आधार पर श्रम बाजार द्वारा नियंत्रित की जाती है मजदूरी दरें तय रहती हैं इसलिए आप मजदूरी दर को प्रभावित नहीं कर सकते हैं इसलिए यह एक बेकाबू कारक है इसलिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और यदि आप श्रम के उपयोग के बारे में बात करते हैं तो घंटे की संख्या क्यों बढ़ गई है यह आपको देखना होगा इसका मतलब है कि अधिक समान स्तर के उत्पादन के लिए अधिक समय का उपयोग किया गया था तो इसका मतलब है कि आप उस तरह की अन्य चीजों के लिए जा सकते हैं उदाहरण के लिए अब उपयोग लागत उदाहरण के लिए विचरण अनुकूल हैं उन्होंने एक कारण दिया है सेटअप समय को कम करें फिर निष्क्रिय समय को मशीन की टूट फुट की अधिकता के कारण मशीनें इतनी बार क्यों टूट गईं हमें यह देखना होगा कि क्या मशीन की प्रतिस्थापन की आवश्यकता है क्या मशीन को मरम्मत या किसी भी रखरखाव की आवश्यकता है मशीन के रखरखाव में समस्या है लुब्रिकेसन या सर्विसिंग में समस्या है इन सभी कारणों का पता लगाना होगा और फिर हम सफाई की बात करेंगे सफाई के बारे में अगली बात है गिरे हुए साल्वेंट की सफाई तो इसका मतलब है यह विचरण भी प्रतिकूल है इसका मतलब है कि हमें अब परिवर्तनीय विनिर्माण लागत या आपूर्ति को देखना है आपूर्ति का मतलब है छोटे छोटे पदार्थ कुछ सामग्री जैसे चिकनाई तेल और अन्य प्रकार की छोटी सामग्री जिनका उच्च मूल्य और उच्च उपयोग हैं इसलिए यह फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जहा हमें सावधान रहना होगा फिर हम शिपिंग लागत के बारे में बात करते हैं तो डिलीवरी को पूरा करने के लिए हवाई परिवहन का उपयोग करें शायद यह अनुमानित नहीं है कि हमें एयर फ्रेट का उपयोग करना है यह जहाज से सड़क से ट्रेन से भेजा जाना था लेकिन हमें किसी कारण से परिवहन के प्रकार को बदलना होगा इसलिए लागत बढ़ जाती है कारणों की तलाश करें प्रशासन व्यय फिर से प्रतिकूल है इसलिए अत्यधिक नकल और लंबी दूरी की कॉल से टेलीफोन खर्च और अन्य खर्चे बढ़ गई हैं फोटोकॉपी खर्च और फिर अन्य व्यय बढ़ गई हैं हमें कारणों की तलाश करनी है और फिर आप कारखाने की लागत के बारे में बात करते हैं इसलिए यहां फिर से भाग पर्यवेक्षण का वेतन में है कारखाने के पर्यवेक्षक की लागत बढ़ गई है वेतन में वृद्धि हुई है यह प्रतिकूल विचरण है और हमें इसके कारण का पता लगाना होगा लेकिन चूंकि वेतन लागत फिर से बाहरी कारकों पर निर्भर करता है इसलिए बहुत हद तक आप यहां बहुत अधिक कुछ नही कर सकते हैं इसलिए वे कारक जो नियंत्रण के भीतर हैं उन्हें ढूंढना और नियंत्रित करना है और वे कारक जो नियंत्रण से परे हैं आप उन कारकों की पहचान करते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते अंततः लागत को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं लेकिन यह संभव नहीं है यह नियंत्रण से परे है तो अब इस विवरण को देखें कि यह विवरण कितना विश्वसनीय है आप बजट तैयार कर रहे हैं आप वास्तविक के साथ तुलना कर रहे हैं विचलनो का पता लगा रहे हैं और अंतिम स्तम्भ में वे स्पष्टीकरण दे रहे हैं अब यह विवरण इस विवरण को शीर्ष प्रबंधन की निर्णय लेने वाली समिति के सामने पहले रखा जाएगा और कंपनी की बोर्ड बैठक में इस विवरण पर चर्चा की जाएगी और वहाँ निवारक उपायों को बोर्ड द्वारा सुझाया जाएगा और अगली बार जब बजट तैयार किया जाएगा तो हर सावधानी बरती जाएगी जब वास्तविक प्रदर्शन आएगा तो यह भविष्य की अवधि के लिए बजट और वास्तविक के बीच तुलना होगी इस तरह की स्थिति पैदा न करें और कोई भिन्नता नहीं पाई जाति हैं या न्यूनतम विचरण पाए जाते हैं जो नियंत्रण में या अनुमेय सीमा के भीतर होते हैं तो अब आप लचीले बजट और मास्टर बजट के बीच के मूल अंतर को समझेंगे और आप मुझसे सहमत होंगे कि स्थिर बजट की तुलना में लचीले बजट बेहतर विकल्प हैं क्योंकि यह उत्पादन के वास्तविक स्तर के साथ समायोजित होता है और जब बजट उत्पादन के वास्तविक स्तर के समान होता तब इसका मतलब है कि तुलना बेहतर होती है अधिक सुविधाजनक और अधिक उपयोगी होती हैं तो इस वैचारिक भाग पर यह चर्चा मैं यहीं रोकूंगा और इसका मतलब आपको सबसे बड़ी संभव सीमा तक समझाने के बाद अब मैं एक केस उठाऊंगा जहां हम समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे लचीले बजट तैयार किए जाएं और कैसे संपूर्ण विश्लेषण किया जा सकता है और लचीले बजट के तहत अलग अलग विवरण कैसे तैयार किए जा सकते हैं और उस केस को मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा